नमस्कार कंप्यूटर एडेड ड्रग डिज़ाइन पर पाठ्यक्रम में आपका स्वागत है हम आणविक यांत्रिकी और बल क्षेत्रों के विषय पर जारी रहेंगे मैंने आपको बल क्षेत्रों के विभिन्न प्रकार के कार्यात्मक रूप दिखाए MM2 MM3 और उसके बाद CVFF CHARM इत्यादि force field शब्दों के योग में एक quadratic होता है जिसका अर्थ है R का अर्थ R0 वर्ग या quartic R R0 का power of 4 से कभी कभी Morse रूप जो घातीय रूप है का भी उपयोग किया जाता है तो मूल रूप से बल क्षेत्र में bond stretching angle bending torsion and non border interactions शब्द शामिल हैं इनमें electrostatic forces van der val forces hydrogen bond शामिल हैं इसलिए हमने force field के विभिन्न रूपों को देखा और फिर मैंने सीमा स्थितियों के बारे में भी बताया हम अणु को एक निर्वात के रूप में मॉडल कर सकते हैं जिसका अर्थ है कि कोई सॉल्वैंट्स नहीं हैं इसके चारों ओर कुछ भी नहीं है अणु बिल्कुल अकेला है शायद यह vacuum में है या यह गैस में है या हम solvent के 1 परत के आसपास एक विलायक पर विचार कर सकते हैं विलायक की 2 परतें और विलायक की कई परतें यहां तक कि हम एक आवधिक बॉक्स पर भी विचार कर सकते हैं इसका मतलब है कि जैसा कि मैंने पहले बताया कि यह एक आयताकार बॉक्स या एक वर्ग बॉक्स है अणु बहुत सारे पानी से घिरा हुआ है और हम इस आयताकार बॉक्स या चौकोर बॉक्स के सभी 6 faces पर समान बॉक्स लगाते हैं और फिर यदि एक पानी का अणु बाहर निकलता है तो दूसरा विपरीत दिशा से अंदर आता है ताकि घनत्व स्थिर बना रहे इसे आवधिक बॉक्स कहा जाता है आम तौर पर आवधिक बॉक्स को पसंद किया जाता है जब आप आणविक गतिशीलता प्रकार की स्थिति में कर रहे हैं और यह भी कि यदि आप प्रोटीन फोल्डिंग अनफोल्डिंग और इतने पर देखना चाहते हैं अब आपके पास अणु सीमा की स्थिति है लेकिन आपको कुछ न्यूनतम ऊर्जा ऊर्जा प्राप्त करने के लिए अणु की आवश्यकता है इसे न्यूनतम ऊर्जा thermodynamically stable conformation ऊष्मागतिकीय स्थिर संवहन कहा जाता है क्योंकि सभी प्रणालियाँ परिस्थितियों के उस विशेष सेट पर एक minimum energy conformation प्राप्त करना पसंद करती हैं चाहे वह घनत्व हो या तापमान या दबाव और वह सब और जिसे एक स्थिर संरचना कहा जाता है एक संक्रमण अवस्था के दौरान काठी इंगित करता है इसका मतलब है कि वे बहुत स्थिर नहीं हैं लेकिन केवल न्यूनतम ऊर्जा विरूपण स्थिर हो सकता है उदाहरण के लिए इस ग्राफ को देखें तो अगर मैं कुछ बॉन्ड डिस्टेंस को बदल रहा हूं तो ऊर्जा नीचे आ सकती है कई minima हो सकती हैं हम इसे global minima कहते हैं हम इसे local minima कहते हैं इसलिए आप संरचना के एक single conformation के साथ शुरू कर सकते हैं जिसे हम angles lengths और इतने पर changing the anglesहैं ताकि ऊर्जा नीचे जाती रहे और उम्मीद है कि आप यहां तक पहुंचना चाहते हैं आप यहाँ से शुरू कर सकते हैं आप यहाँ पहुँचना चाहते हैं और यहाँ पहुँचना शुरू कर सकते हैं इसलिए इन्हें local minima कहा जाता है जबकि यह global minima है आणविक मॉडलिंग में मुख्य चुनौती एक global minima को ढूंढना है जो कि आप के रूप में परिवर्तित होती रहती है और local minima में अटक नहीं जाएगी इसलिए इस प्रक्रिया को energy minimization process कहा जाता है जब आप सुविधाएँ बदलते हैं तो आप एक परिवर्तन के साथ शुरू कर सकते हैं bond length bond angle torsion energy नीचे आ सकती है लेकिन यह केवल यहां समाप्त होगा क्योंकि यह एक स्थानीय मिनीमा है आप यहाँ समाप्त करना चाहते हैं इसलिए सॉफ्टवेयर अलग अलग अनुरूपताओं के साथ शुरू होता है और उम्मीद करता है कि वे वैश्विक न्यूनतम तक पहुंचने में सक्षम हैं या नहीं एक अणु की न्यूनतम ऊर्जा संरचना का पता लगाने में यह सबसे बड़ी चुनौती है इसलिए एक बार फिर इसे local minima कहा जाता है उदाहरण के लिए अगर मेरे पास एक गेंद है तो मैं इसे छोड़ देता हूं यह यहां आ जाएगी जबकि अगर मेरे पास एक शरीर है तो यह यहां आ जाएगा जबकि अगर मेरे पास एक गेंद है तो आप इसे छोड़ देंगे तो यह यहां आ जाएगी इसलिए जब से गेंद को बहुत धीरे धीरे गिराया जाता है यह तब तक यहां खत्म हो जाएगा जब तक कि ऊर्जा गेंद के पार और दूसरी तरफ जाने के लिए पर्याप्त नहीं है इसलिए आप अलग अलग शुरुआती कन्फ़र्मेशन पर शुरू कर सकते हैं और देख सकते हैं कि मिनिमा कैसे पहुँची और आपको अलग अलग मिनिमम मिलेंगे और न्यूनतम का चयन करेंगे और हम उस ग्लोबल को न्यूनतम कहते हैं आम तौर पर छोटे अणुओं के लिए वैश्विक न्यूनतम प्राप्त करना बहुत मुश्किल नहीं है लेकिन अगर आप peptides proteins जैसे बड़े अणुओं के बारे में बात कर रहे हैं तो न्यूनतम ऊर्जा विरूपण प्राप्त करना बहुत मुश्किल है इसलिए हमें न्यूनतम ऊर्जा संचय करने की आवश्यकता है क्योंकि यह आपको तीन आयामी आकार आकार ध्रुवीय सतह क्षेत्र आयतन प्रदान करता है और इसलिए वास्तव में कई सॉफ्टवेयर्स हैं बाजार में वाणिज्यिक सॉफ्टवेयर उपलब्ध है बाजार में कई मुफ्त सॉफ्टवेयर उपलब्ध हैं आपको एक व्यावसायिक सॉफ्टवेयर का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं है यह उन में से एक मुफ्त सॉफ्टवेयर का उपयोग करने के लिए पर्याप्त है मैं आपको दिखाने जा रहा हूं जिसे MARVIN कहा जाता है और इसे MARVIN स्केच कहा जाता है इसलिए आपको साइट पर जाना होगा और फिर आपको उस सॉफ़्टवेयर को डाउनलोड करना होगा और फिर आपको इसका उपयोग शुरू करने से पहले पंजीकरण करना होगा तो आप student or faculty के रूप में पंजीकरण कर सकते हैं यह पूरी तरह से मुफ़्त है आपको कुछ भी भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है लेकिन आपको उस सॉफ़्टवेयर में पंजीकरण करना होगा जिसे ChemAxon कहा जाता है यह इस कंपनी से संबंधित है लेकिन यह एक मुफ्त सॉफ्टवेयर है लेकिन आपको एक student or as a faculty के रूप में पंजीकरण करना होगा MARVIN स्केच में जहां हम संरचनाओं को खींच सकते हैं हम संरचना को स्केच कर सकते हैं और फिर हम इसका उपयोग कर सकते हैं या हम Zinc से डाउनलोड की गई छोटी फाइलें या SDF files ले सकते हैं और फिर हम इसे यहां और इतने पर अपलोड कर सकते हैं उदाहरण के लिए और यह स्केच विकल्प है जो आपको यहां बहुत कुछ मिला है कल्पना कीजिए कि हम एक बेंजीन आरेख खींचते हैं और फिर इसे विभिन्न बांडों से जोड़ते हैं हम वहां एक double bond हैं इसलिए हम यहां एक कीटोन बना रहे हैं जैसा कि आप देख सकते हैं फिर हमने फिर से एक double bond रखा और फिर हम एक सिंगल बॉन्ड डाल रहे हैं और फिर यहां एक और बेंजीन जोड़ना इसलिए हमारे यहां एक बेंजीन है हमारे पास एक कीटोन अल्फा है बीटा अनसैचुरेटेड है इसे च्लोकोन्स कहा जाता है चेलकोन्स अणु होते हैं जिनमें एंटी ऑक्सीडेंट गुण anti bacterial गुण होते हैं और इसी तरह तो हम संरचना को बना सकते हैं इसे 3 dimensional रूप में रख सकते हैं इसलिए यह 3 dimensional रूप में बन जाता है जैसा कि आप देख सकते हैं हम इसे 3 dimensional में घुमा सकते हैं क्योंकि आप यहां देख सकते हैं कि अणु 3 dimensional रूप में है हम इसे सिकोड़ सकते हैं या बड़ा कर सकते हैं हम इसे आगे या पीछे ले जा सकते हैं इसलिए हम उन सभी चीजों को कर सकते हैं जो अब हम इस अणु के अनुरूप भी प्राप्त कर सकते हैं हम कैसे प्राप्त करते हैं हमें गणनाओं पर जाने दें तो हम सुधार प्राप्त कर सकते हैं हमने बल क्षेत्र के बारे में बात की है और आपको यह MM FF 94 बल क्षेत्र या ड्राइडिंग बल क्षेत्र याद है कल्पना कीजिए कि हम MMFF4 में जाएंगे और ऊर्जा प्रति किलो ऑप्टो में दी जाती है हम इसे सामान्य रूप से केवल सबसे कम ऊर्जा के अनुरूप लौटाते हैं तो हम ठीक कहते हैं इसलिए हमें इस विशेष अणु का न्यूनतम ऊर्जा संचलन प्राप्त हुआ इसे चेल्कोन कहा जाता है जैसा कि आप देख सकते हैं कि ऊर्जा 65 किलो कैलोरी है तो हम इस अणु को घुमा सकते हैं ऑक्सीजन है एक डबल बॉन्ड है यहां अल्फा बीटा डबल बॉन्ड फिनाइल समूह है एक और फिनाइल समूह है यहां इसे चेलोन कहा जाता है हम बहुत सारी डेटा गणना कर सकते हैं Refer Slide Time 0931 उदाहरण के लिए हम इस अणु के लॉग पी की गणना कर सकते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि लॉग पी सबसे महत्वपूर्ण है हम दे सकते हैं केम एक्सोन प्रकार पी आपको देता है इसलिए इसे लॉग पी दिया जाता है यह अत्यधिक हाइड्रोफोबिक है आप देख सकते हैं 47 और इसे एक समूह योगदान group contribution method based log p कहा जाता है तो इन सभी कार्बन को कुछ निश्चित मान दिए जाते हैं और ऑक्सीजन को एक नकारात्मक मान मिलता है जैसा कि आप देख सकते हैं कि यह log p है आप इसे देख सकते हैं जो इस दिशा में योगदान देता है जिसे मैं log p माप सकता हूं तो इसे एक समूह योगदान विधि कहा जाता है इसलिए जब आपके पास CH2 या एक aromatic CH होता है तो वे सभी योगदान करते हैं ताकि वे सभी जुड़ जाएं ऑक्सीजन एक नकारात्मक हो जाता है तो यह एक नकारात्मक मान दिया गया है ताकि log p अब इसी तरह हम अन्य गणना भी कर सकते हैं हम geometry calculation टोपोलॉजी विश्लेषण भी कर सकते हैं हम कर सकते हैं इन गणनाओं में से एक पर नज़र है तो आप देख सकते हैं कि कितने aliphatic atoms हैं कितने aliphatic atoms मायने रखते हैं आप सही aromatic atoms देख सकते हैं और फिर श्रृंखला परमाणु aromatic ring मायने रखता है fused aromatic गिना जाता है तो यह distance degree state effect eccentricity steric effect है जैसा कि आप स्थैतिक प्रभाव देख सकते हैं और यह आपको सनकी हिस्सा देता है यह दूरी की डिग्री है इसलिए इस पर बहुत सारी जानकारी फिर से हम pka को देख सकते हैं और इस प्रकार हम यहाँ pka को देख सकते हैं उदाहरण के लिए यह आपको अणु का pka देता है दो यह 0 13 14 के pH के बीच देता है तो यह आपको इस का pka देता है यह आपको विभिन्न pH रेंज में सूक्ष्म प्रजातियों का वितरण सूक्ष्म प्रजातियों का वितरण करता है और फिर हम polar surface area की गणना भी कर सकते हैं तो यह आपको polar surface क्षेत्र देता है यह 17 है यह काफी कम है क्योंकि ऑक्सीजन polar molecule शेष है एक non polar है फिर हम अन्य आणविक सतह क्षेत्र कर सकते हैं तो यह आपको आणविक सतह क्षेत्र देता है क्योंकि आप आणविक सतह क्षेत्र में 320 Armstrong square देख सकते हैं इस रचना को कई और गणनाओं में अधिक के लिए संग्रहीत किया जा सकता है इसलिए हम वितरण को देख सकते हैं ऑक्सीजन एकमात्र negative है जो योगदान देने वाला है इसलिए जैसा कि आप देख सकते हैं कि ऑक्सीजन एकमात्र चीज है 041 ऑक्सीजन जहां उनमें से कई ये सब positive हैं यहाँ फिर से आपको इन कार्बन्स पर some minus मिलते हैं क्योंकि आपके पास एक डबल बॉन्ड है और आप इस लाल रंग को लाल रंग में देखते हैं जो कि निगेटिव है नीला रंग सकारात्मक पक्ष पर अधिक है तो हम देख सकते हैं अणु पर charge distribution इसलिए यहां कुछ नकारात्मक क्षेत्र हैं क्योंकि इस वजह से यहां डबल बॉन्ड का योगदान है हालांकि यह पूरी तरह से सकारात्मक है तो हम geometrical descriptors पर गौर कर सकते हैं मुझे लगता है कि हमने उस पर भी गौर किया जैसा कि आप यहां देख सकते हैं कि यह आपको इस अणुओं की steric hindrance देता है जितना कम यह F4 के लिए ऊर्जा देता है यह software minimal projection क्षेत्र अधिकतम प्रक्षेपण क्षेत्र पर आधारित है जैसा कि आप इसे 2 dimensional plane और दोनों दिशाओं पर प्रोजेक्ट करते हैं जैसा कि आप यहां देख सकते हैं मौलिक विश्लेषण यह आपको CHN अनुपात कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन अनुपात देता है यह आपको बड़े पैमाने पर स्पेक्ट्रम भी देता है यह बड़े पैमाने पर सैद्धांतिक रूप से गणना की जाती है इसलिए यदि मैं प्रायोगिक का उपयोग कर एक बड़े पैमाने पर स्पेक्ट्रम करता हूं तो मैं इसे हमेशा क्रॉसचेक कर सकता हूं यह आपको परमाणु गणना देता है यह आपको सूत्र आणविक भार और भी बड़े पैमाने पर स्पेक्ट्रम देता है क्योंकि आप आणविक भार 222 223 224 और इतने पर देख सकते हैं यह वास्तव में यह आपको एक CHN अनुपात देता है इसलिए यदि सीएचएन विश्लेषण करते हैं तो मैं यह जांच कर सकता हूं कि क्या मुझे वही मिलता है तब मुझे बॉन्ड लंबाई मिल सकती है जैसा कि आप देख सकते हैं कि आपको बांड की लंबाई यहां काफी लंबी 123 है यह छोटा है जो कि कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के केटोनिक बंधन बहुत छोटा है जबकि कार्बन कार्बन बांड आप 146 देख सकते हैं डबल बॉन्ड यहां 134 है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड aromatic bond 136 तो हम बांड की लंबाई भी प्राप्त कर सकते हैं इसलिए बहुत सारी गणना की जा सकती है जो कि इसकी सुंदरता है हम ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं किलो कैलोरी या किलो जूल में है इसके अलावा इस सॉफ्टवेयर में केवल 2 बल क्षेत्र हैं सॉफ्टवेयर हैं जिनमें कई बल बल क्षेत्र हैं तो यह आपको 10 अलग अलग अनुरूपण देता है विभिन्न ऊर्जाओं के साथ जैसा कि आप देख सकते हैं कि यह 66 किलो कैलोरी है यह 65 किलो कैलोरी का विरूपण है 65 किलो कैलोरी यह 66 किलो कैलोरी है जो आपको काउंट 1 काउंट 2 काउंट 4 की गणना देती है फिर 5 काउंट 6 गिनती 69 है 69 किलो कैलोरी कन्फर्मेशन है जैसा कि आप देख सकते हैं कि यह 67 है इसलिए अगर मैं देख रहा हूँ मैं जिस न्यूनतम ऊर्जा के लिए जाऊंगा वह कुछ 65 हो सकती है तो यह सबसे अच्छा एक 6501 है इसलिए यदि आप 10 वीं को देखते हैं तो आपको 6953 मिलेंगे जैसा कि आप इस बीच देख सकते हैं और यह एक बांड की लंबाई या कोण या मरोड़ में परिवर्तन हैं इसलिए कि न्यूनतम ऊर्जा संचलन में 4 किलो कैलोरी लगभग 10 की कमी है इसलिए हम विभिन्न प्रकार के अनुरूपों को भी देख सकते हैं क्योंकि अणु के लचीलेपन को देख रहे हैं तो अनुरूपता महत्वपूर्ण है यह भी कि इस तरह की स्थितियों में सक्रिय पक्ष को कैसे बर्बाद किया जाता है यह समझना बहुत महत्वपूर्ण है तो मैंने pKa log p charge समझाया था हम अणु ध्रुवीकरण पर आवेश वितरण को देख सकते हैं यह अणु का ध्रुवीकरण है और साथ ही आप अणु के ध्रुवीकरण को देख सकते हैं Polarizability का एक फलन और अणु का आयतन है तो इस विशेष MARVIN सॉफ्टवेयर के साथ कई गणना की जा सकती है हम 3d alignments भी कर सकते हैं यदि हमारे पास एक साथ कई अणु हैं तो हम इसे संरेखित कर सकते हैं मैं दिखाऊंगा जब हम कुछ ऐसा करते हैं जिसे फ़ार्माकोफ़ोर मॉडलिंग कहा जाता है जो बाद में है इसलिए एक दृष्टिकोण यह है कि मैंने यहां दिखाए गए ढांचे को आकर्षित किया है एक अन्य दृष्टिकोण हम इसे जस्ता और स्विस एडीएमई के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं इसे देखें तो मेरे पास यह मेटफॉर्मिन है कि मैं मेटफॉर्मिन जिंक डेटाबेस कैसे प्राप्त करूं क्योंकि आप जानते हैं कि हम मेटफॉर्मिन एक और दृष्टिकोण प्राप्त कर सकते हैं शायद हम इसे एसडीएफ दृष्टिकोण के माध्यम से कर सकते हैं SDF स्वयं हम MARVIN दृश्य का उपयोग करके इसे खोल सकते हैं तो यह आपको मेटफ़ॉर्मिन देता है क्योंकि आप जानते हैं कि मेटफ़ॉर्मिन में बहुत अधिक नाइट्रोजन है और आप लॉग पी को देख सकते हैं आप बहुत negative देखेंगे क्योंकि यह अत्यधिक हाइड्रोफिलिक लॉग पी है 021 क्योंकि नाइट्रोजन यहाँ बहुत है इसलिए इस नाइट्रोजन में 53 है तो यह बहुत लाल है और यहाँ कई लाल रंग हैं इसलिए लॉग पी काफी negative है और पिछले एक की तुलना में जो मैंने आपको दिखाया जहां लॉग पी लगभग 4 है इसलिए फिर से हम मेटफॉर्मिन के विभिन्न पहलुओं को देख सकते हैं हम टूल पेज पर जा सकते हैं हम पुष्टि करने वालों को देख सकते हैं यह आपको इस अणु का सर्वोत्तम रूप प्रदान करता है इसलिए हमें मेटफोर्मिन का सबसे अच्छा विरूपण मिला और फिर हम उसी गणना को कर सकते हैं जैसे मैंने उल्लेख किया है इसलिए इस तकनीक में हम यहां क्या करेंगे मुझे जस्ता डेटाबेस से संरचना मिली एसडीएफ फिर खोला यह MARVIN के दृश्य में है इसलिए आपको यह मिलता है तो हम इन सभी गणनाओं को log p charge distribution प्राप्त कर सकते हैं विभिन्न अनुरूपता टोपोलॉजी विश्लेषण को देखते हुए हम हाइड्रोजन बांड दाता स्वीकर्ता को देख सकते हैं तो यह आपको हाइड्रोजन बांड दाता स्वीकर्ता देता है जैसा कि आप देख सकते हैं कि स्वीकारकर्ता हैं आम तौर पर वे केवल स्वीकारकर्ता दाता गिनती दाता स्थल हैं स्वीकारकर्ता यह 5 है क्योंकि जैसा कि आप देख सकते हैं यहां स्वीकार करने वाले और दाता हैं तो NH दाता हो सकता है और N स्वीकर्ता हो सकता है जैसा कि आप यहां देख सकते हैं अतः सभी गणनाओं से अणु से संबंधित सभी जानकारियों का विश्लेषण इस MARVIN का उपयोग करके किया जा सकता है इसलिए एक दृष्टिकोण संरचनाओं को आकर्षित कर रहा है एक और तरीका यह है कि इसे Zinc डेटाबेस से एक sdf फ़ाइल के रूप में लिया जाए और इसे MARVIN के साथ खोलें और MARVIN इसे करता है फिर हम बहुत सारी गणनाएं कर सकते हैं जैसा कि आप देख सकते हैं कि हम यहां अणु की न्यूनतम ऊर्जा संरचना हो सकते हैं इसलिए इस उपकरण के विकल्प के साथ बहुत सी चीजें की जा सकती हैं हम देख सकते हैं कि यह 3 आयामी में काफी साफ है तो आप और इतने पर देख सकते हैं इसलिए इस विशेष सॉफ्टवेयर MARVIN विभिन्न संरचनाओं के 3 dimensionally रचना प्राप्त करने के लिए बेहद उपयोगी है इलेक्ट्रोस्टैटिक जियोमेट्रिक चार्ज से संबंधित अणु के बारे में जानकारी प्राप्त करना संबंधित जानकारी हम इन 3 आयामी संरचना का उपयोग अपनी गणना के लिए कर सकते हैं मान लीजिए बाद में मैं फार्माकोफोर अध्ययन करना चाहता हूं जो मैं कर सकता हूं और यह सुंदरता हैं हम इस स्केच पैड का उपयोग करके इन संरचनाओं को आकर्षित कर सकते हैं और फिर इसे 3 आयामी सुधार विश्लेषण के लिए ले जा सकते हैं जो इस विशेष सॉफ्टवेयर MARVIN की सुंदरता है और जैसा कि मैंने आपको दिखाया हम इतने विभिन्न प्रकार के डेटा विश्लेषण कर सकते हैं जो मुख्य लाभ है इस विशेष सॉफ्टवेयर के अलावा और भी कई सॉफ्टवेयर हैं सॉफ्टवेयर्स लेकिन यह उन सबसे अच्छे में से एक है जिसकी मैं सिफारिश करूंगा जैसा कि मैंने कहा कि यह एक मुफ्त सॉफ्टवेयर है हमें इस पर कोई भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है आपको केवल एक छात्र या शिक्षक के रूप में पंजीकरण करना होगा और इसी तरह तो यह इस विशेष सॉफ्टवेयर का लाभ है इसलिए अनुरूपण 3 dimensional conformations न्यूनतम ऊर्जा संधारण और इसे प्राप्त करना काफी सरल है जैसे कि मैंने आपको यह दिखाया है इसलिए मैं चाहूंगा कि आप अपने कार्यालय में अपने कमरे में इस MARVIN पर और खोज करें आप इसका उपयोग करके अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं तो हम एक बहुत ही जटिल संरचनाओं को भी आकर्षित कर सकते हैं याजिंक डेटाबेस में जा सकते हैं और संरचना उपलब्ध है हम sdf डाउनलोड कर सकते हैं और फिर इसे MARVIN view में ले जा सकते हैं और फिर सभी गणनाएँ करेंगे और इसे आगे के विश्लेषण के लिए MRV प्रारूप में संग्रहीत करेंगे क्योंकि बाद में हम फार्माकोफ़ोर विश्लेषण का अध्ययन करने जा रहे हैं जहाँ यह विशेष जानकारी बहुत आवश्यक होगी और हम इसे बंद कर देंगे इसलिए जैसा कि हम बता रहे हैं कि विशेष रूप से अणु की एक बड़ी चुनौती है आप स्थानीय मिनीमा के साथ समाप्त हो सकते हैं वैश्विक मिनिमा के बजाय अधिकांश समय आपको अलग अलग शुरुआती अनुरूपताओं के साथ शुरू करना पड़ सकता है ताकि आप स्थानीय मिनीमा के साथ समाप्त हो सकें मेरा मतलब है कि आप स्थानीय मिनीमा को छोड़ देते हैं और वैश्विक मिनीमा के साथ समाप्त होते हैं कई अन्य दृष्टिकोण हैं जो सुझाए गए हैं हम आने वाली कक्षाओं में इसके बारे में बात करेंगे कि यह देखने के लिए कि वैश्विक मिनीमा में कैसे पहुंचे और स्थानीय मिनीमा में फंस न जाएं आम तौर पर छोटे अणुओं के लिए आप एक वैश्विक मिनिमा तक पहुंचने में सक्षम हो सकते हैं लेकिन अगर आपके पास बड़े अणु हैं तो इस प्रकार की न्यूनतम ऊर्जा संधारणीय विश्लेषण काफी कठिन है क्योंकि इसमें बहुत समय लगने वाला है जिससे लाखों संभावित समझौते हो सकते हैं आप वैश्विक स्तर पर समाप्त नहीं हो सकते हैं आप यहां स्थानीय में फंस रहे हैं यह एक कार की तरह है अगर यह ढलान के नीचे आता है तो कई तकनीकें उपलब्ध हैं हम इसके बारे में बात करेंगे जैसे हम साथ चलते हैं और वे तकनीक सरल जटिल और समय लेने वाली हैं लेकिन हमारे लिए अणुओं की 3 dimensional को समझना बहुत आवश्यक है एक अणु की न्यूनतम ऊर्जा संरचना को समझना बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि अणु उस स्थिति को प्राप्त कर सकता है जब वह स्थिर अवस्था में होता है और कभी कभी जब वह प्रोटीन के सक्रिय पक्ष में जाता है तो वह अपने 3 dimensional को संशोधित करना पसंद कर सकता है न्यूनतम ऊर्जा संचलन भी सक्रिय साइट के साथ सहभागिता पर निर्भर करता है इसलिए हम अगली कक्षा में भी विश्लेषण के बारे में बात करेंगे आपका समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद